मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में पुनः स्वागत है आज हम अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करेंगे यहां स्रोत हैं हमारे पास कुछ ब्रिस्को स्कूलर तथा क्लॉस की इस पुस्तक है थोड़ा सा गोमेद मेजिया बल्किन और कार्डी की पुस्तक से है मैं आपको पुस्तक दिखा दूँगी आप एक मिनट के लिए पुस्तक पर ध्यान दे सकते हैं तो यह पुस्तक है जिसका मैं उपयोग करने जा रही हूं यह तीसरा संस्करण है यदि आपको इसके बाद का संस्करण मिले तो आप ले सकते हो इसका विवरण यहां है यह एक रुटलेज की पुस्तक है तथा मैंने आपके इस व्याख्यान का यह अंश इस पुस्तक से लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं व्यापार का अंतरराष्ट्रीयकरण अभी तक हम मानव संसाधन के बारे में बात संपूर्ण परिप्रेक्ष्य से कर रहे थे आप जानते हैं मानव संसाधन क्या है उनका आकलन कैसे होता है आप जानते हैं मानव संसाधन कर्मी क्या करते हैं इन सब की चर्चा हम कर रहे थे अब चलिए हम इसके बारे में वैश्विक परिप्रेक्ष्य अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं व्यापार का अंतरराष्ट्रीयकरण इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करें हमें जानना आवश्यक है कि व्यापार का एक से अधिक देशों में होना क्या होता है तो क्यों व्यापार का विस्तार सीमाओं के आर पार होता है यात्रा में वृद्धि तथा तीव्र एवं व्यापक वैश्विक संप्रेषण के कारण है अब आप फोन उठाकर किसी को भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बात कर सकते हैं आप अपने मित्र से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर फेसबुक पर बातचीत कर सकते हैं आप व्हाट्सएप इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं नई तकनीक का तेजी से विकास एवं हस्तांतरण जापान कोरिया चीन अमेरिका से नई तकनीक आती है और पलक झपकते विश्व के शेष हिस्सों में संप्रेषित हो जाती है यह पुराने दिनों जैसा नहीं है जब तकनीक को दुनिया के दूसरे हिस्से में हस्तांतरित होने के लिए कुछ वर्ष कुछ दशक लग जाते थे मुक्त व्यापार है व्यापार की नीतियाँ खुल गई है इसीलिए सीमाओं के आर पार व्यापार करना आसान हो गया है शिक्षा लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित ज्यादा से ज्यादा जानकार हो रहे हैं उन्हें पता है विश्व में क्या चल रहा है और वे अपने कार्य का उपयोग करने में सक्षम है आप जानते हैं वे अपने कार्य की सीमाओं का विस्तार विश्व के अन्य हिस्सों में करने में सक्षम हैं इसीलिए आप जानते हैं वे अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक जानते हैं और वे अपने ज्ञान का विभिन्न प्रकार से पूरे विश्व में विस्तार या प्रयोग करने में सक्षम हैं तब देशांतरगमन इसका दूसरा कारण है देशांतरगमन का संबंध लोगों का रहने के लिए काम करने के लिए पढ़ने इत्यादि के लिए सीमाओं के पार जाने से है ज्ञान साझा करना एक अन्य कारण है ज्ञान साझा करने का तात्पर्य है आपको जो भी आता है आप अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करते हैं आप निरंतर लोगों को बताते हैं कि आप क्या जानते हैंआपने क्या सीखा है लागतो के दबाव के कारण व्यापार का अंतरराष्ट्रीय करण हुआ है यह सभी बहिस्रोतन प्रक्रिया है आप जानते हैं व्यापार प्रक्रिया का बहिस्रोतन जो बहुत अधिक महँगा नहीं है यह एक अन्य कारण है नए बाजार की तलाश एक दूसरा कारण आपने अपने भौगोलिक क्षेत्र के बाजार का संपूर्ण उपयोग कर लिया है और आप भिन्न क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जो कुछ भी आपने विकसित किया है वह अब आपके देश में पुराना हो गया है और अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वह व्यवहार्य है इसीलिए आप उसको लेते हैं और आप लेकर दूसरी जगहों पर जाते हैं या आपने कुछ वस्तुओं का विकास किया है जिसका उपयोग अभी आपके अपने देश उतना अधिक नहीं होता है जितना अधिक विश्व के दूसरे भाग में होता है इसीलिए आप नए बाजार की तलाश करेंगे संस्कृति की एकरूपता समरूपता एकरूपता समरूपता का अर्थ समानता की स्थापना है एकरूप समरूप का अर्थ विभिन्न मापदंडों के अनुसार विविधता में समानता इसीलिए जब हम संस्कृति की एकरूपता समरूपता की बात करते हैं हम आवश्यक रूप से सीमाओं के आर पार लोगों की सामान संस्कृति के बारे में बात कर रहे होते हैं आप जानते हैं विश्व के भिन्न भागों में लोगों की संस्कृति सामान है उदाहरण के लिए जब हम बच्चे थे तब कोक देश में आसानी से उपलब्ध नहीं था क्या उपलब्ध था कैंपा मुझे याद है कैंपा कोला कोका कोला बस चरणबद्ध तरीके से बाहर हो गया था और अभी तक वापस नहीं आया था और कैंपा कोला स्थानीय ब्रांड था या क्षमा करें कोका कोला और पेप्सी का स्थानीय समकक्ष था और हमारे माता पिता ने कोका कोला को चखा था हम कैंपा कोला कैंपा ऑरेंज कैंपा लेमन इत्यादि का उपयोग किया था और तब इसीलिए आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं है हम नहीं जानते थे हम जानते थे कभी कभी हम हॉलीवुड की सिनेमाओं के जरिए देख सकते थे हम देख सकते थे कि पश्चिम में क्या हो रहा है अन्य सिनेमा अन्य समाचारों हम देख सकते थे दूसरे देशों में क्या हो रहा है लेकिन उन चीजों तक हमारी पहुंच नहीं थी हमारे जीने का तरीका अलग था जिस तरह से हम बात करते थे वह अलग था जिस तरह से हम खाते थे वह अलग था वर्तमान में छोटे शहरों दूर दरार के इलाकों में भी आपको पिज़्ज़ा की दुकान मिलेगी इसीलिए सब लोगों को पता है पिज़्ज़ा क्या है बर्गर क्या है सभी जानते हैं कि कोक और पेप्सी क्या है मैं इन ब्रांड को प्रचारित करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ सोडा किसी प्रकार का वातित गैस से भरा हुआ पेय बहुत प्रचलित है हम इन स्थानीय आप आप जानते हैं मार्बल पेय के आदि थे मार्बल को हिंदी में कंचा कहते हैं ये जो गोल शीशा के कंचे आप जानते हैं भरे हुए बोतलें जो शीशे के कंचों की मदद से बंद होते थे तो बाजार में इनके हम आदी होते थे और इन दिनों आप इन्हें विरले ही पाएंगे लेकिन वर्तमान में बहुत सारी चीजों का मानकीकरण किया गया है इन सभी डब्बा बंद खाने की वस्तुएँ आप जानते हैं चिप्स और वेफर और यह और मेरा मतलब है कि यह सभी प्रसारित हुआ तो इस प्रकार की वस्तुओं का सभी उपभोग कर रहे हैं तो यही अर्थ है संस्कृति की एकरूपता का हमारे काम करने का तरीका सीमा पार भी समान एक जैसा है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नेतृत्व में व्यापार का अंतरराष्ट्रीय करण हुआ है अंतर्राष्ट्रीय उन्मुखीकरण एक अन्य संकल्पना है जिससे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन हम अपने आपको कैसे स्थित रखते करते हैं हम अपने बारे में शेष विश्व के तुलना में क्या सोचते हैं से संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन का एक रास्ता एक पक्ष प्रजातिकेंद्रिता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है मेरा समाज सर्वश्रेष्ठ है मेरा समाज आप जानते हैं मैं जो भी काम करती हूं वह मेरे समाज के हित के चारों तरफ केंद्रित रहती है इसे ही प्रजातिकेंद्रिता कहते हैं मेरी जातीयता तो मेरी जातीयता की प्राथमिकता बाकी सभी चीजों के ऊपर होती है दूसरे तरीके से और तो इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय करण या वैश्वीकरण हमारी प्राथमिकता नहीं है इसका दूसरा पक्ष बहुकेंद्रीता क्षेत्रीयकेंद्रीता है भिन्न भिन्न देश है भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं मैं मानती हूं कि यहां अलग अलग क्षेत्र हैं और मैं समान वरीयता दूंगी भू केंद्रीता का संबंध भौगोलिक सीमाओं से है ठीक है मानव संसाधन प्रबंधन का अंतरराष्ट्रीय करण IHRM सभी मानव संसाधन प्रबंधन क्रियाकलापों का अध्ययन एवं उपयोग है क्योंकि ये वैश्विक वातावरण में उपक्रम के मानव संसाधन प्रबंधन के प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन जैसा कि नाम से स्पष्ट है मानव संसाधन सिद्धांतों का उन संगठनों जो एक से अधिक देश में उपस्थित हैं उनके मानव संसाधन प्रबंधन में उपयोग है बहुराष्ट्रीय उपक्रम में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ बहुराष्ट्रीय उपक्रम जैसा नाम से स्पष्ट है वे संगठन है जो एक से अधिक देश में उपस्थित है कुछ चुनौतियाँ मानव संसाधन कार्यक्रम के अंदर वैश्विक मानसिकता का विकास करना है लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि वह सिर्फ एक देश के लोगों से नहीं निपट रहे हैं प्रजातिकेंद्रिता आदर्श वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक या बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रयुक्त नहीं हो सकते हमें सब लोगों के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है मूल मानव संसाधन प्रक्रियाएं तथा कार्यक्रमों में विश्व स्तर पर सफल होने के लिए नई आवश्यकताओं को शामिल करना होगा साथ ही साथ स्थानीय विषयों एवं आवश्यकताओं का भी प्रति उत्तर देना होगा तो हम कैसे देंगे पहली चुनौती मानव संसाधन के लोगों को समझाना है कि सभी लोगों के हित समान रूप से महत्वपूर्ण हैं यह सिर्फ मूल कंपनी मूल देश के बारे में नहीं यह मेजबान देश के बारे में भी है इसीलिए सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है यहां दूसरी बात यह है कि हमें विश्व स्तर पर सफल होने की आवश्यकता है लेकिन हमें स्थानीय आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा हम स्थानीय परिस्थिति में स्थित हो मुख्य कार्यालय शायद छोटे से शहर कहने के लिए फिलीपींस ताइवान या यूनाइटेड किंगडम में हो सकता है और पूरे विश्व में कंपनी के कार्यालय हो सकते हैं कंपनी शायद भारत में हो लेकिन इसका एक कार्यालय UK एक कार्यालय ताइवान एक कार्यालय ऑस्ट्रेलिया एक कार्यालय उज़्बेकिस्तान तथा एक कार्यालय अमेरिका मे हो उन कार्यालयों में बैठे लोगों की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं एक कार्यालय जैसे यूनाइटेड किंगडम में बैठे लोगों की आवश्यकताएं भिन्न होगी दूसरे कार्यालय जैसे केनिया में बैठे लोगों की आवश्यकताएं भिन्न होगी ऑस्ट्रेलिया के कार्यालय में बैठे लोगों की आवश्यकताओं का समुच्चय भिन्न होगा इसीलिए आपको मालूम है इन आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करना है लेकिन वे ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे वे संगठन की वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आप इनमें कैसे संतुलन स्थापित करेंगे और सभी लोगों को कैसे संतुष्ट रखेंगे यह अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधक की बहुत बड़ी चुनौती है मानव संसाधन कार्यक्रमों के अंदर वैश्विक दक्षताओं और क्षमताओं को बढ़ाना आप इन वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए कर्मचारी की क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे या मानव संसाधनकर्मचारी को योग्य कैसे बनाएंगे कैसे आप विश्व के विभिन्न भागो के कर्मचारियों से निपटने के लिए मानव संसाधन कर्मचारी की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएंगे अब यह चित्र है मुझे नहीं लगता कि इसे स्लाइड पट्टीका में होना चाहिए था इसीलिए मैं इस चित्र को यहां इस पुस्तक से दिखाऊंगी यदि कैमरा को कृपया इस चित्र पर थोड़ा नजदीक से बड़ा कर दिखा सकते हैं कृपया क्या नजदीक से बड़ा कर सकते हैं हां ठीक है धन्यवाद थोड़ा छोटा करें थोड़ा ठीक है धन्यवाद तो आप इसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन है तो आप एक देश में है जो वर्तमान देश है फॉर्म X वर्तमान देश में है फार्म X वर्तमान देश के निवासी को देश C भेजता है फर्म X1 फॉर्म X की सहायक इकाई है और इन मूल देशों के निवासियों का पारस्परिक व्यवहार मेजबान देश के निवासियों के साथ में होता है आप अपने कर्मचारियों को केवल उस दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते वहां स्थानीय क्षेत्रों से भी कर्मचारी होंगे इसीलिए ये लोगों अपने मेजबान देश C के निवासियों के साथ पारस्परिक व्यवहार करेंगे अप्रवासी ये लोग वहां जाते हैं वे अपना काम करते हैं और अपने गृह देश वापस चले जाते हैं और फार्म X मे यह सभी चीजें आपके पास प्रवासी भी हो सकते हैं आपके पास दूसरे देश के लोग हो सकते हैं इसीलिए यह तीसरे देश के निवासी हैं किसी अन्य देश जहां कार्यालय ना हो लेकिन वहां से क्षमतावान लोग यहां आ रहे हो तो आपके पास निर्वासित हैं आपके पास नीतियाँ होंगी संस्कृति मेजबान देश मूल देश के अप्रवासी निवासीगण दूसरे देश के निवासी का मिश्रण होगा और आपके पास यहां बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्यालय होना ही हैं ठीक है चलिए देखते हैं फर्म X यह है एक दूसरी फर्म Y1 है फर्म Y इसकी विदेशी स्वामित्व वाली अनुषांगिक सहायक इकाई है तथा फार्म Z एक स्वदेशी फर्म है यह मूल देश में एक उद्योग है अब मूल देश से बाहर एक अन्य देश B है जहां फर्म Y अपने लोगों को भेजती है यह एक विदेशी स्वामित्व की अनुषांगिक इकाई है यह अपने लोगों को इस देश में भेजती है और मूल देश के वासी इस देश से फर्म Y आते हैं इसीलिए ये लोग फर्म Y की संस्कृति में योगदान कर रहे हैं लोग देश B से यहां फर्म Y आ रहे हैं वहां वैसे नागरिक हैं जिनका जन्म उसी देश में हुआ है और जिनका जन्म विदेश में हुआ है इसीलिए मूल देश के अंदर आपके पास ऐसे पेशेवर होंगे जिन की पैदाइश मूल देश की होगी आपके पास ऐसे भी पेशेवर हो सकते हैं जिनकी पैदाइश विदेशों की है जो देश A में फर्म X के लिए सेवा कर रहे हैं जो फर्म Y के लिए योगदान कर रही है जो फर्म Z के लिए योगदान कर रही है इसी आपके पास तरह तीसरे देश के निवासीगण हो सकते हैं योगदान कर रहे हैं या लोग फर्म X1 में काम कर रहे हैं फर्म X1 जो फर्म X की सहायक है और आपके पास फर्म माफ कीजिएगा फर्म Y1 ये फर्म Y सहायक है जो देश के बाहर स्थित है इसीलिए यह लोग यहां आ रहे हैं तीसरे देश के निवासी फर्म Y मे देशान्तर करने वाले अप्रवासी हैं तो वे यहां योगदान कर रहे हैं यह एक स्थानीय कंपनी है जिसमें आपके पास अप्रवासी हैं आपके पास स्थानीय तथा विदेशों में पैदा हुए नागरिक इस कंपनी के कार्य में योगदान कर रहे हैं और एक मानव संसाधन व्यक्ति के तौर पर इस उद्योग में यदि आप फर्म X कार्य कर रहे हैं आपके लिए आवश्यक है कि आप मालूम हो कि फर्म Y तथा फर्म Z एवं उनके सहायक इकाइयों में क्या हो रहा है और आप यह जानने की आवश्यकता है कि यह पूरा कार्यक्रम कितना जटिल है यहां लोग हैं जो बाहर के देशों से आ रहे हैं वहां लोग हैं जो दूसरे देशों में जा रहे हैं मेरा मतलब है बहुत बहुत जटिल है मेरे विचार से मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि एक क्षेत्र एक कार्यक्षेत्र जिसमें हम बहुत अधिक विदेशी नागरिकों की नियुक्ति करते हैंजैसे कि हवाई कंपनी उद्योग है भारत में विशेषकर निजी स्वामित्व वाले विमान सेवाओं में हमारे पास संख्या काफी संख्या में दूसरे देशों से से आए विमान चालक हैं और यह प्रारूप वास्तव में ऐसी स्थितियों में लागू होता है निश्चय ही यह यह दूसरे उद्योगों पर भी लागू होता है इसीलिए आप जानते हैं मानव संसाधन व्यक्ति के रूप में आपके लिए लोगों के संपूर्ण मिश्रण जिसकी नियुक्ति आपके संगठन में हो सकती है को समझना आवश्यक है और आप उनसे कैसे व्यवहार करते हैं आप उनके हितों का ध्यान कैसे रखते हैं यह कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको गंभीरता से आपको सोचने की आवश्यकता है आप जानते हैं कैसे आप विकास करेंगे कैसे IHRM विकास के देश का चयन करेंगे इसीलिए आप इन देशों का चयन बहुत सतर्कता से करते हैं जहां से आप कर्मचारी लाते हैं या आपके कार्यालय कहां जा सकते तब वैश्विक नियुक्तियो का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के क्रियाकलापों से है भर्ती तथा चयन की प्रक्रियाएं शामिल है आप कैसे चयन करते हैं आप लोगों को कैसे अलग करते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि वह अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे वेतन एक अन्य विषय है मानदंड तय करना या मूल देश के प्रक्रियाओं तथा नीतियों का संयोजन करना अन्य विषय है और हम इसके बारे में संभवत अगले व्याख्यान में बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय मानव संसाधन प्रबंधन के बीच अंतर अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक मानव संसाधन कार्यक्रमों और और क्रियाकलापों की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के जैसी गतिविधि के परिप्रेक्ष्य के लिए व्यापक विशेषज्ञता की आवश्यकता है वहां लोगों के जीवन में अधिक शामिल हैं क्योंकि लोग भिन्न देशों से आ रहे हैं आपको उनके कल्याण की देखभाल करनी होगी आपको उनके स्वास्थ्य सुविधाएँ उनकी वीजा उनकी प्रवासी की स्थिति स्थानीय कानूनो के प्रति उनकी निष्ठा स्थानीय व्यवस्थारीति रिवाज में उनके अनुकूलन की देखभाल करनी होगी प्रबंधनकर्मचारियों का एक बहुत व्यापक मिश्रण जो अलग अलग संस्कृतियों विभिन्न देशों विभिन्न आवश्यकताओं के साथ आए हैं आपात काल के मामले में कौन अपने घर देश वापस जा सकता है ऐसी स्थिति स्थानीय कर्मचारियों के साथ नहीं हो सकती है तो इस तरह की चीजें ऐसा स्थानीय कर्मचारियों के साथ नहीं होता है तो इस तरह की चीजें और इस तरह की कार्यप्रणाली में वहां अधिक जोखिम होता है और उनकी कार्यवाही का सही या गलत होना जिस देश से वह संबंधित हैं उस देश के कानून द्वारा भागों में नियंत्रित किया जा सकता है इसीलिए उनकी नागरिकता उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और नीतियों का निर्धारण कैसे होगा को प्रभावित कर सकता है अंतरराष्ट्रीय संगठन रणनीति एवं संरचना का निर्माण करना कंपनी के लिए वैश्विक वातावरण में कुछ संभावनाएं उपलब्ध हैं पहली संभावना स्थानीय बाजार के अंतरों का अनुकूलन है यदि आप स्थानीय बाजार और अपने गृह देश के बाजार के बीच के अंतर के अनुकूल हो जाते हैं आप अंत में ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बड़े पैमाने का उपयोग वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बड़े पैमाने के उपयोग का विस्तार इसीलिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बड़े पैमाने का अर्थ एक समान वस्तु की बड़े पैमाने पर उत्पादन है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संभावनाओं का मतलब बड़ी संख्या में वस्तुओं के विस्तृत प्रकार का उपलब्ध होना है उदाहरण के तौर पर भारत में बर्गर में आलू की टिक्की होती है शाकाहारी बर्गर वास्तव में आलू की टिक्की है तो यह वह नहीं है जो आपको भारत के बाहर मिलेगा या शायद कुछ जगहों पर आपको चिकन टिक्का बर्गर मिल सकता है भारत में यह कुछ चीजें अत्यंत विचित्र हैं अचारी चिकन बर्गर आप जानते हैं इसीलिए यह अभी भी बर्गर ही है लेकिन स्थानीय स्वाद के अनुसार चीजों के साथ यहां शायद जलापेनो बर्गर की बहुत अधिक पसंद ना किया जाता हो उदाहरण के तौर पर सोलोमन बर्गर शायद भारत में बहुत अधिक प्रशंसा नहीं की जाती हो आपको शायद सोलोमन यहां मिले भी नहीं लेकिन यहां आपको निश्चय ही चिकन बर्गर मिल जाएगा और आप इसे ले सकते हैं तो यह है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संभावनाओं का उपयोग इसीलिए ये चीजें हैं तो यही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विस्तार का उपयोग है और निश्चय ही आप जानते हैं आपने अपने बर्गर के संभावनाओं का विस्तार कर दिया है आप स्थानीय खाने का भी सेवा शुरू कर सकते हैं उदाहरण के लिए बिरयानी को पश्चिमी फास्ट फूड चेन के विदेशी की भारतीय सहायक कंपनियों में परोसा जाता है तो यही है वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रसार विस्तार या वैश्विक अर्थव्यवस्था के संभावनाओं का उपयोग आप इन संभावनाओं को स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं के उपयुक्त बनाने के लिए बढ़ाते हैं क्रियाकलापों तथा संसाधनों के लिए सर्वोत्तम स्थानों में प्रवेश करते हैं आप जानते हैं वैश्वीकरण आपको विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम जगह तलाश करने का मंच प्रदान करता है स्थानों के बीच ज्ञान और अनुभव के हस्तांतरण को अधिकतम करिए आप एक चीज एक जगह से सीखते हैं और आप दूसरे जगह इसे ले जाइए और प्रयोग कीजिए के बहुराष्ट्रीय उपक्रम का विकास कैसे होता है यहां पहला कदम क्रमिक विकास है आप जानते हैं यह पहला कदम इसीलिए भौगोलिक विस्तार है तो माफ कीजिएगा बहुराष्ट्रीय उपकरण का विकास कैसे होता है वे पहले अपने स्वदेशी बाजार में स्थापित होते हैं और तब वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे बढ़ते हैं जिसका मतलब है वे अपना मुख्य गतिविधि अपने स्वयं के संगठन देश में रखते हैं वे अपने उत्पाद एवं सेवाओं का सिर्फ बाजार देश के बाहर करते हैं लेकिन इन चीजों का निर्माण गृह देश में करते हैं उनकी वहां कार्यालय नहीं होती है इसीलिए सभी चीजों का नियंत्रण गृह देश में केंद्रित होता है यही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय में अंतर है जब आप बहुराष्ट्रीय हो जाते हैं आपको विभिन्न देशों में अपने कार्यालय स्थापित करना पड़ता है लेकिन वे सभी एक समान चीज करते हैं ठीक है तो यह बहुराष्ट्रीय है तब आप वैश्विक हो जाते हो जिसका अर्थ है कि आप एक ही चीज एक ही तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं कुछ बदलाव किए जा रहे हैं कुछ थोड़े अनुकूलन किए जा रहे हैं इसीलिए आप अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने का विस्तार करते हैं आप वास्तव में अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं के विस्तार के बारे में या उससे संबंधित कार्य नहीं करते हैं या अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाएं का उपयोग बहुत अधिक नहीं करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों मेंकेवल पैमाना है वैश्विक में थोड़ी संभावनाएं भी है जब हम अंतरराष्ट्रीय जाते हैं हम एक देश में एक चीज दूसरे देश में दूसरी चीज करते हैं उदाहरण के लिए आप एक मोटर वाहन उत्पादक हैं तो भूमध्यरेखीय देशों में आपका संगठन दुपहिया मोटर का उत्पादन कर सकता है और उष्णकटिबंधीय देशों में आप मोटर वाली दुपहिया स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड इत्यादि का उत्पादन कर सकती है और उन्हें बेचती है और शायद यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट्स उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में आप SUV उपनगरीय वाहन बना सकते हैं इसीलिए एक ही कंपनी हां आप मोटर वाहन बना रहे हैं लेकिन तब आप जानते हैं आप अनेक प्रकार के मोटर चालित वाहन इसीलिएयह अब दुपहिया वाहन नहीं है आप विभिन्न देशों में चार पहिया वाहन बना सकते हैं लेकिन उसी ब्रांड के तहत इसीलिए यह अंतरराष्ट्रीय होना ठीक है तब निर्यात के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय करण एक और है इसीलिए आप पहले जानते हैं अपने संगठन को बहुराष्ट्रीय के रूप में विकसित करते हैं तब आप निर्यात के द्वारा अंतरराष्ट्रीय करण करते हैं तब आप अंतर्राष्ट्रीय विभाग या वैश्विक उत्पाद विभाग की ओर बढ़ते हैं उसके बाद आप बहुराष्ट्रीय या बहु घरेलू रणनीति के ओर जाते हैं फिर क्षेत्रीय करण आपके पास चरणबद्ध रूप में विभिन्न वस्तुएँ के अनुकूलन के लिए विभिन्न क्षेत्रों होते हैं तब आपके पास एक वैश्विक कंपनी होती है अंतरराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य कंपनी है फिर अगला चरण वैश्विक जन्म है एक कंपनी का गठन हुआ तो एक विचार के साथ आप एक संगठन की शुरुआत करते हैं या आप विश्व के कई देशों में एक साथ एक संगठन की शुरुआत करते हैं तो यह है कंपनी का वैश्विक जन्म आपने जो वैश्विक एकीकृत उपक्रम शुरू किया हैविभिन्न देशों में विभिन्न क्रियाकलापों तथा उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं इसीलिए यह बहुराष्ट्रीय उपक्रम के विकास के विभिन्न चरण हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की विधि के विकल्प आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संसार में कैसे प्रवेश करते हैं तो आप लाइसेंसिंग और सबकॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप विश्व प्रसिद्ध ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप इसे अपने देश में ले सकते हैं बहिस्रोतन आप अपने क्रियाकलापों को आपके देश से और आप उन्हें अपने गृह देश की सीमाओं से बाहर ले जाना बहिस्रोतन है बहिस्रोतन का मतलब आप क्रियाकलापों को अपने देश से देश के अंदर तथा उन्हें उस स्थान पर ले जाते हैं जहां या तो श्रमिक सस्ता है या अधिक कौशल वाले श्रमिक हैं या आप जानते हो वहां बेहतर सुविधाएँ हैं इसीलिए आप उसे अपने संगठन से बाहर ले जाते हैं यही बहिस्रोतन है अपतटीय क्रियाकलापों को एक या कुछ भागों को कुछ क्रियाकलापों को अपने संगठन से सीमा के पार दूसरे देश ले जाना है तो विश्व में हमारे पास ये व्यापार प्रक्रिया बहिस्रोतन के संगठन है आप जानते हैं यह भारत जैसे सस्ते जगहों में जाते हैं तो यह अपतटीय आपके पास पूरे स्वामित्व वाले सहायक कंपनी हो सकते है आपके पास ग्रीन फील्ड हो सकते हैं पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कई रास्ते हैं एक ग्रीन फील्ड में है जिसका अर्थ आप शून्य से सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए खुले क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं आप कहेंगे ठीक है हम कुछ स्थान पर कारखाने का निर्माण करेंगे और आपके पास जो कुछ भी है वह जमीन है आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कारखाने का संरचना तैयार करते हैं आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने संरचना को स्थापित करते हैं और उन आवश्यकताओं के अनुसार चीजें करते हैं यह ग्रीन फील्ड दृष्टिकोण है ब्राउनफील्ड दृष्टिकोणआप भवनों को खरीदते हैं और उन भवनों में अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपनी संरचना का अनुकूलन करते हैं और ऐसा करने का दूसरा तरीका है आप एक मौजूदा उपक्रम का अधिग्रहण करते हैं और उसे टुकड़ों में बांट देते हैं या आप उनका प्रबंधन थोड़े अलग तरीके से करते हैं तो यह पूरा स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की रणनीति है विलय और अधिग्रहण आप विलय को लीजिए विलय का अर्थ दो कंपनियों का साथ आना है अधिग्रहण का अर्थ है अधिक शक्तिशाली कंपनी आप कमजोर कंपनी पर कब्जा कर लेते हैं और अपने कंपनी में संगठित कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संयुक्त उद्यम और एक है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त उद्यम विलय से थोड़ा भिन्न है आप एक साथ मिलकर कुछ करते हैं आप साझा परियोजना पर काम करते हैं ठीक है तो यह है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त उद्यम आपके पास रणनीतिक गठबंधन हो सकते हैं उदाहरण के लिएएक चीज कहते हैं आपके कार्य का एक पक्ष किसी के साथ मिलकर करते हैं आपके पास साझेदारी हो सकती है और आपके पास भागीदारी हो सकती है आप जानते हैं जहां चर्चा चलती रहे खुली छोड़ दी जाती हैं और विचारों की उत्पत्ति होती है आप जब और जैसे आवश्यकता होती है इकट्ठा होते हैं माक्विलाडोरस एक मेक्सिकन शब्द है यह एक विदेशी सहायक का विशेष रूप है जो विशिष्ट विशेषताओं के साथ विदेशी अभिभावक के पक्ष में है तो आपके पास संगठन हैऔर आप प्रयास करके प्रशिक्षित नहीं करते हैं या विदेशी नागरिक अपने आप आपके संगठन के अनुसार अनुकूलित करते हैं आप अनुकूलन करते हैं आप इसे सुविधाजनक बनाते हैंजैसे आप चीजों को करते हैं तो आपके पास उन्हें उनके नए परिवेश मे सहज बनाने के लिए कुछ रास्ते हैं ठीक है वहां आपके संगठन में कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं जो इसमें सहायता करती है लोग लोगों की पृष्ठभूमि प्रशिक्षण इत्यादि संगठन का आकार भी प्रभावित करता है आप वैश्विक व्यापार के लिए कैसे व्यवस्थित करते हैं चाहे आप करते हैं और कैसे करते हैं कारक जो प्रभावित करते हैं कि कैसे बहुराष्ट्रीय उद्यम को वैश्विक व्यापार के लिए संगठित करना है संगठन जो रणनीति अपनाता है वहसंगठन कैसे होता है को प्रभावित करता है संगठन का लक्ष्य क्या है एक दूसरा कारण हैवातावरण जिसमें आप काम करते हैं लक्ष्य निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं आप कैसे करते हैं आप अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं आपके पास क्या तकनीक उपलब्ध है विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध तकनीक अंतर पैदा करती है कारक जो प्रभावित करते हैं कि कैसे बहुराष्ट्रीय उद्यम को वैश्विक व्यापार के लिए संगठित करना है कुछ और कारक यहां है संगठन का प्रारूप और अंतरराष्ट्रीय विकास के किस चरण में है संगठन की रणनीति के अनुसार कितनी मात्रा में सीमा पार समन्वय की आवश्यकता है तो वांछित मानकीकरण और केंद्रीकरण की डिग्री बनाम स्वीकार्य और आवश्यक स्थानीयकरण और विकेंद्रीकरण की डिग्री हो तो वहां कितना समन्वय है आर्थिक प्रक्रिया में मेजबान सरकार के भागीदारी आचरण वे कितना नियंत्रण करते हैं क्या वे आपको बताते हैं कि न्यूनतम वेतन क्या है या नहीं इत्यादि MNE's व्यापार के क्रियाकलापों की विविधता तथा जटिलता एक अन्य कारण है जो प्रभावित करता है कि आप वैश्विक व्यापार के लिए क्यों और कैसे संगठित करें तो अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के कुछ चरण जैसा मैंने पहले आपको बताया है यह एक प्रकार का समापन या पूर्वावलोकन है जो मैंने इस कक्षा की शुरुआत में और यह वह चरण है जिसमें मुख्य था आपके पास घरेलू बाजार है दूसरा चरण जब आप अपने बाजार का विस्तार करते हैं जिसमें विदेश भी शामिल होते हैं लेकिन आप उत्पादन को घरेलू सीमाओं के अंदर ही सीमित रखते हैं तीसरा चरण संगठन अपने कुछ क्रियाकलापों को भौतिक रूप से गृह देश से बाहर ले जाते हैं और चौथा चरण मे आप विभिन्न देशों में दुनिया के भिन्न क्षेत्रों में संयोजन तथा उत्पादन सुविधाओं के साथ पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय निकाय बन जाते हैं और यह वह जगह है जहां अब आप रुकेंगे हम वैश्विक नियोजन रोजगार कानून औद्योगिक संबंधों तथा अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र अगली कक्षा में जारी रखेंगे इसीलिए मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मैं अगले व्याख्यान में आपसे मुलाकात होगी